नमस्कार दोस्तों पिछली बात में हमने अनुनय की कला के बारे में बात की थी और हम इसे जारी रखते हैं जो इस सत्र में आपके साथ साझा किया गया है और हम जो देख रहे हैं पिछले सत्र में हमने जो शुरू किया था वह रवैया था अब किसके रवैये के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं हम स्पष्ट रूप से उन लोगों के रवैयों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें प्रभावित किया जाना है और क्योंकि रवैयों अनुभूति को संशोधित करते हैं वे अनुनय के मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं अर्थात अलग रवैयों यह तय कर सकते हैं कि अनुनय कैसे सफल होगा या विफल होगा या किस दिशा में विशेष अनुनय जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जो प्रयोग किए हैं वे काफी दिलचस्प हैं और जिन्हें आप चर्चा मंच के संदर्भ में पा सकते हैं आप को इन मुद्दों में से कुछ के साथ साथ कागजात को प्रकर करेंगे कि हम कैसे रवैयों के बारे में प्रदान की है कि कैसे राजी करने से संबंधित कुछ मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं कभी कभी अनुनय बदलते रवैयों के बारे में है अब यह एक बहुत ही मुश्किल बात है लेकिन जैसा कि हमने पिछले सत्र में चर्चा की अर्जुन का रवैया भगवान कृष्ण द्वारा दो घंटे की अवधि में बदल दिया गया था तो रवैया एक मनोवैज्ञानिक निर्माण है यह एक मानसिक और भावनात्मक सत्ता है जो किसी व्यक्ति को विरासत में देती है 47 या चरित्र की विशेषता बताती है इसलिए रवैयों में कुछ गुण होते हैं और यदि आप उन गुणों को देखते हैं तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाता है कि उन्हें कैसे हेरफेर किया जा सकता है व्यवहार सीखे जाते हैं वे शारीरिक नहीं हैं वे हमारे पास नहीं आते हैं वे शुरू से ही हमारे सिस्टम में अंतर्निहित नहीं हैं हम धीरे धीरे उन्हें सीखते हैं हम कहते हैं कि अगर मैं इस रवैयों को विकसित करूं कि राजनीति में शामिल होना अच्छा है अब यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने सीखा है या अगर मैंने यह रवैया विकसित किया है कि राजनीति में शामिल होना बुरा है तो फिर से एक रवैया है जिसे मैंने इस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखा है रवैयों इस अर्थ में भावनात्मक हैं उनका भावनात्मक अर्थ होता है उदाहरण के लिए कि जब मैं अच्छा या बुरा कहता हूं जिसमे मूल्य निर्णय शामिल है और जब मूल्य निर्णय शामिल होते हैं इसका मतलब है कि अच्छे और बुरे की अवधारणा आती है इसलिएभावनाएं इनमे आती हैं की मुझे लगता है कि मुझे यह पसंद है या मैं इसे नापसंद करता हूं इसलिए वे चीजें अंत में आती हैं और निर्णय लेने की ओर ले जाती हैं तो हम कहते हैं कि अगर मेरे पास एक रवैयों है कि स्वदेशी सामान अच्छा है मुझे उन चीजों को खरीदना चाहिए जो भारत में बनी हैं अब जाहिर है मैं भारत में बनी हर चीज के प्रति एक खास तरह की भावनाएं रखता हूं और शायद दिन के अंत में मैं उन उत्पादों को खरीदूंगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजाय भारतीय कंपनियों की हैं इसलिए मैं यह निर्णय लेता हूं कि क्या मुझे एक स्थानीय आलू के चिप्स खरीदने चाहिए एक निश्चित ब्रांड के तहत चिन्हित और पैक किए गये आलू के चिप्स खरीदने चाहिए ये निर्णय फिर से ऐसी चीजें हैं जो हमारे नजरिए पर विशिष्ट रूप से आधारित हैं मूल्य विचारधाराएं हैं वे आदर्श हैं मार्गदर्शक सिद्धांत हैं यदि मेरे पास एक मूल्य है कि अच्छी तरह से महंगा सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए महंगे चिप्स आलू के चिप्स नहीं खरीदे जाने चाहिए तो मैं उसी समूह को खरीद रहा हूं जो स्थानीय निर्मित आलू के चिप्स हैं लेकिन अलग अलग कारणों से कारण अब बदल गया है क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे का मूल्य है मेरा मानना है कि कम पैसा खर्च किया जाना चाहिए मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि यह भारत या चीन या अमेरिका में बना है और विश्वास अधिक विशिष्ट और संज्ञानात्मक हैं जहां हम विशिष्ट प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं जो विचार प्रक्रियाएं जो संचालित होती हैं और जहां आप देखते हैं कि आप कुछ विचारों कुछ मूल्यों को फिर से एक विशिष्ट तरीके से पकड़ते हैं आप जानते हैं कि मूल्य अधिक सामान्य हो सकते हैं जबकि विश्वास अधिक विशिष्ट उपश्रेणी है मैं मूल्यों के बारे में कहूंगा और ध्यान दे की ये अनुनय को काफी प्रभावित करते हैं रवैये मजबूत या कमजोर हो सकते हैं इसलिए कुछ भी जिसे हम इस बात के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि हमारा रवैया मजबूत हो सकता है जबकि जिन चीजों को हम महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं उनका रवैया कमजोर होगा उदाहरण के लिए जब हम अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाहते हैं तो यह व्यक्ति किस स्कूल के लिए जा रहा है अगर मैं शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता हूं तो मैं कहूंगा कि हां मुझे उस बच्चे को इस विशिष्ट विद्यालय में डालने की आवश्यकता है दूसरी ओर अगर मेरे लिए शिक्षा सिर्फ एक आकस्मिक बात है तो मैं कहूंगा कि आप उसे किसी भी स्कूल में रखें जिसे मे आप चाहते हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण अहंकार भागीदारी है अगला अंक है जिसे हमें स्वयं के मुख्य मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो मुझे पसंद है जो मुझे नापसंद है हम पहले से ही उस बारे में बात कर चुके हैं जब हमने मूल्यों और सभी के बारे में बात की थी रवैया तटस्थता से महत्वपूर्ण रूप से विचलित होता है यह एक टुकड़ी है तो यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें ध्यान में रखना है कि जिस क्षण हम जिस पर बात कर रहे हैं वह एक तटस्थ मार्ग से विचलन है अगर मैं कहूं कि राजनीति अच्छी या बुरी हो सकती है तो इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है यह एक रवैया नहीं है यह एक रवैया है लेकिन यह अनुनय के दृष्टिकोण से है एक बहुत महत्वपूर्ण रवैया नहीं हो सकता है निश्चित रूप से जब हम किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त होते हैं और जब हम मानते हैं कि कुछ सही है तो इसका एक महत्वपूर्ण सीमा तक हमारे निर्णय पर प्रभाव पड़ता है उदाहरण के लिए अगर मुझे लगता है कि भारतीय माल विदेशी वस्तुओं से बेहतर है तो अगर यह विश्वास मजबूत है सीमा पर निश्चितता तो यह अच्छी तरह से है या अगर मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूं और मुझे पता है कि यह उत्पाद अच्छा नहीं है तो यह ज्ञान निश्चितता पहुंच को प्रभावित करता है कितनी जल्दी वे सोचते हैं कि हमारे दिमाग से निकलता है अब यह एक दिलचस्प बात है क्योंकि यह उस चीज़ से जुड़ा हुआ है जिसे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह में आप देखते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि अगर हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो सही विकल्प हमारे पास आएगा हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं इन्हें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है और फिर वे कई कारणों से होते हैं क्योंकि अक्सर हम वही करते हैं जिसे न्यायिक निर्णय लेने त्वरित निर्णय लेने के रूप में जाना जाता है हम चीजों का विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं हम आवेग पर चलते हैं क्योंकि हमारे लिए ऐसा करना आसान है अब ऐसी स्थितियों में आप पाते हैं कि आप देख रहे हैं कि पहुँच एक महत्वपूर्ण घटक है हम कहते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदने की बात कर रहे हैं और मुझे केवल दो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम याद हैं इसलिए मैं उनमें से किसी एक को चुनूंगा जबकि मेरे दस पंद्रह कोल्ड ड्रिंक्स मैं वहां पर लिखता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मुझे इसे देखने का इरादा नहीं है इसलिए महत्व कम है इस पेय में से एक या दो के नाम की पहुंच अधिक है मैं उनके नाम का उल्लेख करता हूं तो आप देखते हैं कि दो घटक में से एक महत्व है ज्ञान दूसरा है एक क्षमा करें पहुँच यहाँ पर जुड़े हुए हैं ज्ञान जहां हमें इस विषय के बारे में अत्यधिक जानकारी दी जाती है अगर मुझे पता है कि ठंडा पेय कैसे बनाया जाता है तो अच्छी तरह से मुझे इसे देखने का विशिष्ट तरीका होगा चाहे इसे लेना हो या नहीं यह बहुत दृढ़ता से तैयार किया जाएगा मैं केवल ब्रांडों के नामों को अनदेखा कर सकता हूं क्योंकि गहराई से मुझे पता है कि कमोबेश एक ही तरह की चीज है जो की जैसे ज्ञान है पदानुक्रमित संगठन देखें अभिवृत्तिकएटिट्यूडिनल Attitudinal संरचना देखें वहां जहां आप देखते हैं कि व्यवहार और उप दृष्टिकोण हैं और जहां यह उसमें फिट बैठता है यह भी महत्वपूर्ण रूप से तय करेगा कि आप किसी विशेष तरीके से निर्णय ले रहे हैं या नहीं लेकिन यह काफी जटिल है और हम उस में नहीं जा रहे है तो रवैये के क्या कार्य हैं व्यवहार ज्ञान क्योंकि आपके पास वे हैं जो हमें बताएँगे कि क्या चीजें हैं उपयोगी वे हमें पुरस्कार और दंड पाने में मदद करते हैं इसलिए जब हमारे पास व्यवहार होता है तो व्यवहार में एक निश्चित चीज़ के बारे में निश्चित मात्रा में ज्ञान शामिल होता है आंशिक हो सकता है जो कुछ भी पूरा हो सकता है वह है उपयोगी यह कुछ सामाजिक समायोजन करने की दिशा में उन्मुख है यह हमें विशिष्ट समूहों को संदर्भित करने में मदद करता है यह पता लगाने में कि मैं उन समूहों या उस मामले के लिए निर्णय लेने वाले कुछ समूहों के संदर्भ में कहां खड़ा हूं सामाजिक पहचान हमें पहचान बनाने में मदद करती है मैं पेप्सी पीने वाले के बजाय कोक पीने वाला हूं मैं एक कॉफी पीने वाले के बजाय एक चाय पीने वाला हूं मूल्य एक्सप्रेस हमारे मूल मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं मेरा मानना है कि हरी चाय जो स्वस्थ है मुझे लगता है कि चाय दूध के साथ या चीनी के साथ जो अस्वस्थ है अहंकार रक्षात्मक और व्यवहार आम तौर पर अप्रिय भावनाओं से हमारी रक्षा करते हैं अब जब आप किसी के रवैया को बदलने में सक्षम होते हैं तो आप उस व्यक्ति को समझाने में सक्षम होते हैं कि जो कुछ भी हो रहा था उसे बदलकर और अधिक सुखद हो जाएगा तो चीजों के मूल है जो बाकी है अब कहते हैं कि यदि आप विज्ञापन के बारे में बात कर रहे हैं जो बार बार आता है क्योंकि वह जगह है जहां अनुनय महत्वपूर्ण तरीके से होता है तो बता दें कि आपका रवैया बदल जाएगा यदि आप आश्वस्त हैं कि एक विशेष उत्पाद खरीदने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी जब तक आपने इसे सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ा आप परेशान नहीं हैं लेकिन फिर आप पाते हैं कि हर कोई ब्रांडेड शर्ट पहने हुए है और आपने एक नहीं पहना है आपने एक पहना है जो पिछले 20 वर्षों में आपके दर्जी द्वारा बनाया गया है लेकिन फिर आपकी कंपनी में यह मामला नहीं है और आपको इस बात का एहसास है कि इस तरह की बातों पर विश्वास न करने के बावजूद आप पाते हैं कि जिस तरह से आपको माना जा रहा है उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है अब एक बार जब आप महसूस करते हैं कि चीजें बदल जाती हैं इसलिए आपका दृष्टिकोण बदलता है अब जब हम रवैया बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लक्षित करते हैं कि प्रासंगिक विश्वास प्रासंगिक संदर्भ समूहों का पता लगाते हैं और हम बहुत सी अन्य चीजें करते हैं अब ये आपके लिए भरने की चीजें हैं मैं उन्हें आपके बारे में विस्तार से नहीं बताने जा रहा हूं लेकिन आप अपने सिर का उपयोग करते हैं और पता लगाते हैं कि रवैया और अनुनय एक साथ कैसे जुड़े हैं चर्चा मंच में आप अपने विचारों को लिख सकते हैं अब मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो पीपीटी के रूप में बेहतर दिखाई देती हैं जहां आप उनके माध्यम से जा सकते हैं और इसका विवरण देख सकते हैं लेकिन मैं यहां साझा करने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरह से निर्णय लेने के बारे में निर्णय लिया जाता है कि हम कहते हैं कि कार यहां एक बहुत अच्छा उदाहरण है युवा जोड़े कार खरीदने की योजना कैसे बना रहे हैं और निर्णय लेने के लिए अलग अलग कारक हैं कृपया इसके माध्यम से जाएं और फिर से इंगित करें कि आप निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में क्या महसूस करते हैं जो वहां पर होता है अब यह कहते हुए कि अब हम देखेंगे हमने पहचान लिया है कि प्रेरक संचार क्या है हमने प्रेरक संचार के विभिन्न घटकों की पहचान की है और उनमें से एक जिसे हमने एक महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखा है वह है रवैया और उस संदर्भ में हमें प्रेरक संचार के प्रभावों पर ध्यान देना चाहिए यह कैसे है कि यह काम करता है या नहीं और कैसे विभिन्न मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं और क्या वे काम करते हैं यह मॉडल काम करता है या नहीं यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें देखना चाहिए अब पहले एक संचारकोंकम्युनिकेटर Communicators की विश्वसनीयता है हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि यह कौन कहता है दूसरा संदेश है जाहिर है अरस्तू के संदर्भ में जिस तरह की अपील हमने की है वह है और इसे कौन कहता है और तर्क या इसके भावनात्मक आयाम मे अपील जाहिर है चाहे आप इसे पसंद करें चाहे आप इसे नापसंद करें और यह सब दर्शकों के व्यक्तित्व लक्षण क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोगों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयाम होते हैं वे विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं वे अलग अलग से उन्मुख होते हैं जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं उदाहरण के लिए यदि आप अपने भव्य बच्चे के साथ या अपने दादा के साथ एक काफी घर कैफे Café में जाते हैं तो हम कहते हैं आप पाते हैं कि आपके दादाजी आपकी तुलना में भोजन और पेय पदार्थों के पूरी तरह से अलग अलग सेटों में रुचि रखते होंगे तो आप देखते हैं कि उम्र दर्शकों 13 का एक पहलू है 04 लिंग का एक और पहलू है संस्कृति भाषाई घटकों जैसे कई अन्य घटक हैं जैसे कि आप किसी विशेष भाषा में बोल रहे हैं या किसी अन्य भाषा में चाहे आप देश के उत्तरी हिस्सा या देश का दक्षिणी हिस्सा या देश का पूर्वी हिस्सा से हो ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं कि आपका रवैया कैसे बदला जाए इन सभी को प्रभावित करता है कि क्या आप राजी हैं या नहीं हम कैसे राजी हैं या नहीं और इसे परिवर्तन दृष्टिकोण के रूप मे माना जाता है तो एक संचार संदेश सीखने और फिर ध्यान समझ सीखने स्वीकृति प्रतिधारण जैसी चीजें होती हैं अब यह बहुत बचकाना है बहुत यथार्थवादी बहुत सरल लगते है और फिर इस आधार पर अगर ये चीजें होती हैं तो रवैया नहीं होता है रवैया बदल जाता है लेकिन क्या यह वास्तव में इस तरह से होता है शायद नहीं शायद मॉडल थोड़ा और अधिक जटिल हो सकता है अब हम अनुनय के लिए संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया दृष्टिकोण को देख सकते हैं जहां खाते में लिए गए संदेशों के लिए पुरानी मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं यहां आप पाते हैं कि यह वह जगह है जहां संदेश पर प्रकाश डालाहाइलाइट highlight गया है कि संदेश इन सभी चीजों को दे रहा है संदेश ध्यान आकर्षित करता है संदेश को समझा जाता है संदेश सीखा जाता है और यह संशोधित करता है अब तथ्य यह है कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां आप देख रहे हैं कि हमें यह कहते हुए संदेश जोड़ने दें कि कोई व्यक्ति संदेश जोड़ने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है कोई अपने आप से बहस कर सकता है किसी को अपने आप के साथ एक संवाद हो सकता है अब ये ऐसी चीजें हैं जिनका यहाँ हिसाब नहीं है दूसरी तरफ जब कोई संचार होता है जो यहाँ होता है तो संचार और संदेश सीखने का कार्य होता है जब हम बात कर रहे होते हैं तो विभिन्न घटकों के साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ और हो रहा है और आप देख रहे हैं कि एक संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया है संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया में एक भावनात्मक प्रतिक्रिया भी शामिल है समर्थक तर्क हैं काउंटर तर्क हैं विचार जो संदेश के साथ उत्पन्न होते हैं संदेश पर रचनात्मक रूप से विस्तृत होते हैं या संदेश के लिए अप्रासंगिक होते हैं इन सभी का प्रभाव उस तरीके पर होता है जो संदेश को माना जाता है और संदेश के प्रति रवैया विकसित होता है लेकिन सिर्फ एक रवैया विकसित करना कहानी का अंत नहीं है क्योंकि आपको एक रवैया पर कार्य करने की आवश्यकता है हम कहते हैं कि किसी विज्ञापन का अंत आपको समझा जाता है कि यह एक अच्छा विज्ञापन है किसी विज्ञापन के अंत में आपको समझा दिया जाता है कि यह एक अच्छा उत्पाद है लेकिन जब तक आप इसे खरीदने के लिए राजी नहीं होते तब तक अंतिम निर्णय लेना अच्छी तरह से संभव नहीं है कुल अनुनय प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है इसलिए घटक जैसे चेतावनी व्याकुलता और हमारे पास टीककरणइनोक्यूलेशन Inoculation सिद्धांत है जहां एक निश्चित चीज पेश की जाती है प्रेरण सिद्धांत जहा अन्य लोगों को उस तरह से प्रभावित करते हैं जिस तरह से आप राजी हैं आपको अन्य लोगों द्वारा शामिल किया गया है परिधीय प्रसंस्करण निर्णय लेने के दायरे से बाहर होने वाली चीजें अभी भी आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं तब जर्गन का भाषा भाषा का आयाम दलित तर्क जो केंद्रीय प्रसंस्करण है त्वरित सोच बनाम विस्तृत सोच अनुमानी और गहें सोच है यह सभी घटक निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आपके साथ साझा किया गया एक या दो पेपर हो सकते हैं जिन्हें मैं साझा करूँगा और इसमें शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सुझाव दूंगा और इस क्षेत्र में अनुसंधान करना कितना कठिन है लेकिन ध्यान दे कि शोध जारी हैं और हम एक साथ थोड़ा शोध ही कर रहे हैं अब अनुनय युक्तियाँ यहाँ हैं कुछ मामलों के अध्ययन दिया है आप इन मामलों के अध्ययन को देख सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इन पर विस्तार से नहीं जा रहे हैं आपको स्लाइड्स को देखने और इन्हें पूरा करने की आवश्यकता है और चर्चा के फ़ोरम मे जहाँ खुले समाप्त प्रश्न हैं आप इसमें भाग ले सकते हैं और इनमे से कुछ का जवाब दे सकते हैं इसलिए मैंने आपको तीन केस स्टडी दी हैं और आप इन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह आपसे पूछा जाएगा लेकिन रवैये के साथ आगे बढ़ने के बाद आइए अब हम लोगों पर ध्यान केंद्रित करें और फिर हम भाषा पर आगे बढ़ेंगे जो यह कहता है अब आप देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास करिश्मा है क्या वह कोई है जैसे शाहरुख खान ब्रांड एंडोर्समेंट बहुत सारे विज्ञापनों में हमारे सितारे हैं हमारे फिल्मी सितारे उनका समर्थन कर रहे हैं या हमारे खेल सितारे उनका समर्थन कर रहे हैं इसलिए आकर्षण है और बहुत बार है यह आकर्षण और प्राधिकरण के बीच अंतर करना मुश्किल है प्राधिकरण वह है जो नही जानाजाता है जिसे अक्सर दांत ब्रश या टूथ पेस्ट विज्ञापनों में है जहां डॉक्टर वहां पर आता है और कहता है कि आप इसे खरीद सकते हैं एक प्राधिकरण का आंकड़ा वह हमारे लिए ज्ञात नहीं हो सकता है लेकिन वह एक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है विश्वसनीयता इसलिए यह व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है वह समझ में आता है भले ही हम कहें कि उस व्यक्ति के पास आकर्षण है भले ही वह व्यक्ति बहुत लोकप्रिय लेकिन यदि यह व्यक्ति कहता है कि चोरी करना अच्छा है तो विश्वसनीयता स्पष्ट रूप से समझौता की जाती है आप इस तरह के एक बयान को स्वीकार करने से पहले 5 बार सोचेंगे ताकि वे सभी एकीकृत हों वे सभी एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए विशेषज्ञ भरोसेमंद इन सभी चीजों को अच्छा करता है ज्ञान पूर्वाग्रह जो आप जानते हैं या रिपोर्टिंग पूर्वाग्रह नहीं जानते हैं आपको क्या सूचित किया गया है और क्या आप इसे सही ढंग से प्राप्त करते हैं या नहीं अब ये भी ऐसी चीजें हैं जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सामाजिक आकर्षण है वह व्यक्ति कितना अच्छा है कितना समान है आप उस व्यक्ति के साथ कैसे पहचान कर पा रहे हैं वह व्यक्ति कितना शारीरिक रूप से आकर्षक है ये राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये राजनीति के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि राजनीतिक नेता खेलते हैं लोकप्रियता या सफलता एक राजनीतिक नेता की बहुत हद तक इन पर निर्भर करता है लोकप्रिय राजनीतिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए कुछ अध्ययन किए गए थे दो छवियां अमेरिका में दिखाई जा रही थीं और लोगों से जल्दी पूछा जा रहा था कि आप किसे वोट देंगे और यह पाया गया कि जिन लोगों ने इन छवियों को सिर्फ 15 सेकंड से कम समय में देखा और कई मामलों में जवाब दिया लगभग 70 प्रतिशत मामले ये लोग थे जो वोट देते हैं जो यह बताता है कि किसी प्रकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया वास्तव में चल रही है जिसका अर्थ है कि आप पृष्ठभूमि पर तार्किक विश्लेषण के आधार पर निर्णय नहीं ले रहे हैं क्योंकि आवेगी निर्णय या जो लोग नहीं जानते थे जो इस लोगों को जानते हैं और सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं 70 प्रतिशत बार वास्तविक मतदाताओं के साथ मेल खाता है जो समय समय पर इन लोगों को सुनते रहे हैं एक विस्तृत विश्लेषण ने सुझाव दिया कि अगर आंखें भरोसेमंद लगे तो इस लोगों पर विश्वास करने के लिए झुकी हुई दिखती हैं इसलिए आप देखते हैं कि हमें समझाने के अलावा अन्य कितने घटक हैं प्रोभोधकता वाणी और वे सभी चीजें भी हम कैसे राजी हो जाती हैं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तो यह एक बहुत ही खुला क्षेत्र है लेकिन इन चीजों के संचालन के तरीके के बारे में जानना अच्छा है और इसके पीछे एक कारण है इसका कारण यह है कि हम नरम कौशल पर एक कोर्स में हैं और लोगों को मनाने के लिए एक सॉफ्ट स्किल है जिसे आपको बनाने और विकसित करने की आवश्यकता है और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही साझा किया है यह जरूरी नहीं है कि अनैतिक है क्योंकि जब आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप वास्तव में उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहे हैं आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति को इससे लाभ होगा जब वह इस पर विश्वास करती है और बस यही आप करना चाह रहे हैं जैसा कि अक्सर व्यापार सहयोग वार्ता टाई अप सभी के बारे में और कई संदर्भों में शायद यही है कि आप क्या करने जा रहे हैं या यदि आप उस उत्पाद पर विश्वास करते हैं जो आप विपणन कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो वह ठीक है इसलिए जो अंक मैंने थोड़े थोड़े करके बनाए हैं वे कहते हैं कि शोध उन्मुख संदर्भ का एक व्यावहारिक महत्व है और हम इसे बाद के समय में आपके लिए जोड़ देंगे लेकिन इस बीच हम एंडोर्समेंट को वापस आ जाएंगे एंडोर्समेंट के उदाहरण जैसा कि आप खुद देख सकते हैं मिला दूध अभियान दूध की प्रासंगिकता के बारे में जागरूकता विकसित करने के साथ बहुत सफल रहा कि दूध हमारे द्वारा पीया जाना चाहिए और हमारी प्रणाली में जाना चाहिए यह जागरूकता कुछ दो वर्षों के अंतराल पर बनी और लगभग 95 प्रतिशत अमेरिकी वास्तव में इस अभियान के बाद जागरूक हुए और दूध प्राप्त किया इसलिए हमने एंडोर्समेंट वैल्यू के साथ काम किया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सितारों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है इसलिए फिल्मी सितारे इसका समर्थन करते हैं और इसलिए ये आधिकारिक व्यक्तिअथॉरिटी फिगर Authority figure के उदाहरण हैं या ये लोकप्रिय आंकड़े हमें बहुत प्रभावित करते हैं आकर्षक आंकड़े लोगों को रिझाने के लिए विज्ञापन करना और यह वास्तव में सफल रहा अब हम अगले घटक पर जाते हैं जो संदेश कारक है बहुत हद तक संदेश में क्या है काफी प्रभावित करता है कि अनुनय का स्तर क्या है तो संदेश की पक्षधरता एक सकारात्मक पक्षीय या नकारात्मक पक्षीय निष्कर्ष है जो आप संदेश 22 35 प्रस्तुति का क्रम प्रधानता बनाम राजप्रतिनिधि का पद रीजेंसी Regency से आकर्षित करते हैं यह आमतौर पर बनता है कि संदेश के अंतिम भाग को बेहतर तरीके से याद किया जाता है और इसका लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है जब आप संदेश सामग्री को देख रहे होते हैं तो प्रमाण भय और दोष ये तीन रणनीतियाँ होती हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जब हम भाषा के घटकों पर आते हैं तो बोलने की गति कितनी तेज़ होती है शक्तिहीन बनाम शक्तिशाली भाषा और तीव्र भाषा जो भावनात्मक भाषा है ये विभिन्न घटक हैं जो अनुसंधान के माध्यम से प्रेरक संचार में सफल पाए गए हैं अब यदि आप इससे सबक लेना चाहते हैं जाहिर है अगर आप किसी विज्ञापन के बारे में बात कर रहे हैं या आप हमें प्रस्तुति के बारे में बता रहे हैं या आप दिन प्रतिदिन के जीवन में या व्यावसायिक लेनदेन में किसी से बात करने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सभी 3 प्रमुख घटक खेल में आएंगे और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अब संदेश संरचना एक तरफा संदेश केवल एक ही धारणा प्रस्तुत करता है और दो पक्षीय संचार दोनों पक्षों को प्रस्तुत करता है और बहुत बार अधिक प्रेरक होता है तो हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक व्यापारिक सौदा कर रहा है और जब वह बना रहा है कि वह पेशेवरों और विपक्ष दोनों को इंगित करेगा लेकिन फिर भी मुकदमा अधिक प्रतीत होता है जो व्यक्ति इस व्यक्ति को सुन रहा है उसे लगता है कि ठीक है यह एक यथार्थवादी बात है इस कार में ये कई अच्छे गुण हैं कि ये बुरे गुण कैसे हैं अब आप दोनों की तुलना करें अब जब चीजें इस तरह से प्रस्तुत की जाती हैं तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि विक्रेता पारदर्शी होने की कोशिश कर रहा है वह अब ईमानदार होने की कोशिश कर रहा है इसलिए एक तरफा संदेश संप्रेषणीयता का संकेत देता है 13 बेईमानी की भावना जबकि दो तरफा संदेश हालाँकि इसे एक तरफ से लोड किया जा सकता है फिर भी इसे अधिक ईमानदार माना जाता है इसलिए दो तरफा संदेश एकतरफा संदेशों से अधिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं जब संचार का उल्लेख होता है लेकिन एक प्रतिद्वंद्वी के दृष्टिकोण को ध्वस्त नहीं करता है वास्तव में एक दो तरफा संदेश कम सम्मोहक है इसलिए आपको इस बारे में रणनीतिक होने की आवश्यकता है कि आप वास्तव में इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं इसलिए अगर अगली बार आप बोल रहे हैं किसी को अपने उत्पाद को खरीदने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को आपको लेने के लिए मना रहे हैं तो आपके पास एक दो पक्षीय संदेश है लेकिन इसके अंत में संदेश का आपका पक्ष जो आप समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं वह अधिक मजबूत होना चाहिए और स्वचालित रूप से किसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए सम्मोहक होना चाहिए अब इन क्षेत्रों में बहुत सारे शोध हुए हैं कि संदेशों को स्पष्ट होना चाहिए स्पष्ट संदेश सूक्ष्म संदेशों की तुलना में अधिक आसानी से समझ में आते हैं प्रतीकात्मक संदेश जहां अर्थ अंत में प्रकट नहीं होता है और दर्शकों के सामने छोड़ दिया जाता है जो बहुत बार काम नहीं करता है तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको अपने लिए लागू करना चाहिए और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं ठीक है और इसके बाद हम दूसरे पहलू पर जाते हैं जिस पर हम डर के अपील पर चर्चा कर रहे हैं तो हम एक साथ इस पाठ के माध्यम से जा सकते हैं माता पिता खतरनाक वस्तुओं के पास जाने से बच्चों को हतोत्साहित करने के लिए जाने से भय का उपयोग करते हैं और उदाहरण के लिए हमारे दैनिक जीवन में डर की अपील का उपयोग अक्सर किया जाता है जब मैं अपने बच्चे से नाराज होता हूं तो मैं कहता हूं कि यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे जब आप परीक्षा में अच्छा नहीं करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको नुकसान होगा तो आपके पास तर्क की एक ट्रेन है आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह बच्चे को डर अपील का उपयोग करते हुये पढ़ने के लिए राजी करते है और यहां किताब से कुछ अन्य उदाहरण हैं जो मैं बार बार संदर्भित कर रहा हूं जो कि गतिशील अनुनय से है इसलिए लेकिन फिर आप देखते हैं कि यह भी आग लगा सकता है इसके उदाहरण हैं और इसके अन्य प्रकार के निहितार्थ भी हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि अवास्तविक आशावाद पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है हजारों लोग सिगरेट पी रहे हैं मैं भी सिगरेट पी रहा हूं मुझे कुछ नहीं होने वाला है यह अन्य लोगों के लिए होगा अन्य लोगों को कैंसर होता है मुझे कैंसर नहीं होगा तो इस तरह की बात इसलिए भी होती है कि बहुत जटिल है इसमें बहुत सारे जटिल मुद्दे शामिल हैं मैंने यहा कुछ अंक बनाये हैं आप स्लाइड के माध्यम से जाने पर अपने अवकाश में उनके माध्यम से जा सकते हैं अब हम संदेश के संदर्भ में दूसरे पहलू पर जाते हैं जो भाषा है शक्तिशालीपावरफुल Powerful बनाम शक्तिहीन फिर आप विस्तार से स्लाइड के माध्यम से जाते हैं केवल एक चीज जिसे मैं यहां साझा करना चाहूंगा वह यह है कि शक्तिशाली भाषा वह भाषा है जो गैर सांकोच वाली समर्थक है कुछ ऐसा है जो मुखर है और जब भी मैं चर्चा कर रहा था हम जो कहते हैं आवाज भाषण का जब हम बोलने के कौशल के बारे में बात कर रहे थे तो यहां भी लागू होता है क्योंकि भाषा बहुत सारी चीजों को संप्रेषित करने का प्रबंधन करती है आवाज बहुत सारी चीजों को जैसे संकोच भाषा को व्यक्त करने का प्रबंधन करती है संकोच की भावना का संचार करती है ये चीजें आम तौर पर बहुत प्रेरक नहीं होती हैं और यह आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए भाषा की तीव्रता कितनी तीव्र है यह आपको ठीक साबित करती है एक रूपक और मजबूत और विशद भाषा हो सकती है चित्रण उदाहरण ये अलग अलग भाषा से बेहतर काम करते हैं जो भाषा भावनात्मक है भी एक शक्तिशाली तरीके से काम करती है लोगों को मनाने के लिए क्योंकि बहुत बार संज्ञानात्मक पक्ष अनुनय करने के लिए होता है लेकिन भावनात्मक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत होता है पसंद और नापसंद भूमिका नेभाते है और तार्किक तर्क में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो अनुनय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब हम बात कर रहे हैं भाषा की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो हम चीजों के भावनात्मक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ मुख्य बिंदुओं का सारांश है जो हम बनाए गए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इन अवधारणाओं को एक व्यवस्थित तरीके से देखें क्योंकि वे आपको एक प्रेरक संचारक बनने का एहसास करने में मदद करते है व्यक्तित्व सुखद व्यक्तित्व अच्छा संचार कौशल आत्मविश्वास मुस्कुराहट दृष्टिकोण विश्वसनीयता जो कुछ भी आप कहते हैं समझ में आना चाहिए यथार्थवादी होना चाहिए और अपमानजनक रूप से विदेशी नहीं होना चाहिए भाषा और संचार प्रेरक भाषा का अर्थ आलंकारिक भाषा होता है भावनात्मक भाषा भी तार्किक भाषा जो दोनों पक्षों को दिखाती है आधिकारिक आंकड़ा यदि आप अपने संदर्भ में कुछ लोगों को इसका उपयोग करने के लिए संदर्भित कर सकते हैं जिन्होंने हमें कुछ बेचने के लिए कहा और कहा कि यह लोग और अन्य लोग जो वे सभी इसका उपयोग करते हैं इस संस्थान या किसी अन्य प्रसिद्ध संस्थान ने इसका उपयोग किया है अधिकार के आंकड़ों के रूप में कार्य करें या यदि आप स्वयं एक आधिकारिक व्यक्ति हैं विश्वास करना चाहते हैं तो पांच अलग अलग चीजों में से दूसरे व्यक्ति में आपको यह कहना है हालांकी उस व्यक्ति को उनमें से दो पर विश्वास करने में दिलचस्पी है या उनमें से दो में रुचि है सुपरिचित यदि व्यक्ति किसी चीज से परिचित है तो किसी अन्य रणनीति का उपयोग करें यदि कोई परिचित नहीं है तो आप बहुत सारी जानकारी देकर वास्तविक रुचि ले सकते हैं जब कोई व्यक्ति उस दिशा में किसी चीज से परिचित होता है और यदि कोई व्यक्ति उस चीज को पसंद करता है तो शायद उस व्यक्ति को मनाने के लिए बहुत आसान है विशिष्टता और उपलब्धता यह आपके उत्पाद के विपणन आपकी अवधारणा के विपणन से संबंधित है जो कुछ भी है और जो दुर्लभ है और अभी तक यह उपलब्ध है और प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से है जो उस व्यक्ति के लिए उपयोग कर रहा है जिज्ञासा लुभावना रोमांचक दिलचस्प और फिर निश्चित रूप से मीडिया का उपयोग हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पावर पॉइंट का उपयोग कैसे करें मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे करें हमें दृश्य और श्रवण चैनल और सोशल मीडिया के विभिन्न पहलुओं का उपयोग कैसे करें हम इसे अपने जीवन के हर दिन मे उपयोग कर रहे हैं आप पहले से ही हमारे प्रयोगों के लिए भी कर रहे हैं इसलिए जब हम इन सभी चीजों का उपयोग सार्थक और सावधानीपूर्वक निरंतर तरीके से करते हैं तो आज जो हमने किया है उसके आधार पर आप यह महसूस करते हैं कि मुझे यकीन है कि आप यह जान पाएंगे कि प्रेरक संचार सफल होगा हालांकि यह सिर्फ इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपके साथ इन अंकों को साझा करने में एक घंटा बिताता हूं बल्की बेहतर और अधिक प्रेरक संचारक बनने के लिए या अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुनय का अभ्यास करने के लिए आपको अपने जीवन में इसका अभ्यास करना सीखना चाहिए आपका बहुत धन्यवाद